हैलो स्टूडेंट्स तो पिछली क्लास में हमने देखा कि किस कॉन्ससेप्ट से प्लेन रीजन के एरिया की गणना होती है जहां हमने फॉर्मूला भी देखा है जिससे 2 अलग अलग कर्व के बीच घिरे एरिया की गणना कैसे करते हैं और हमने कुछ उदाहरणों पर भी काम किया प्लैन रीज़न के एरिया से संबन्धित अभी यहाँ कुछ और भी प्रॉब्लेम्स हैं जिन्हे हम हल कर सकते हैं और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए यहाँ हम कुछ और उदाहरणों पर ध्यान देंगे जहां केवल कोन्ससेप्ट को बनाना है इसलिए बस संक्षिप्त रूप में हम एक दूसरे उदाहरण के साथ शुरू करेंगे तो आइए एक और उदाहरण देखें तो आइए आज उदाहरण 1 लेते हैं जिसमे पूरे कर्व और y अक्ष के अंदर पूरे एरिया का पता लगाना है तो यहाँ दिया गया कर्व मूल रूप से यह है और हमें y अक्ष तथा इसके बीच के एरिया की गणना करनी है तो यह कर्व कुछ कम या ज्यादा इस तरह का दिखेगा तो यह x अक्ष है और यह y अक्ष है और फिर यह कुछ इस प्रकार दिखेगा तो यह हमारी y अक्ष है और हमें इस कर्व और y अक्ष के बीच के एरिया की गणना करनी होगी निश्चित रूप से यह कर्व x अक्ष के साथ सिममेट्रिक है अब हमें क्या करना है हमें इस रीज़न के एरिया की गणना y अक्ष तक करनी है और फिर हम इसे 2 से गुणा करते हैं तब यह हमें इस कर्व और y अक्ष के बीच का एरिया देगा तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं यहाँ कर्व है और पहली प्रॉपर्टी यह है कि कर्व x अक्ष के साथ सिममेट्रिक है और इसमे y की ईवन पावर है कर्व बिंदु a 0 से गुजरता है ये इस कर्व की 2 प्रॉपर्टीज हैं तो फिर मूल एरिया की गणना करने के लिए एक्स अक्ष के ऊपरी भाग और कर्व से बौंडेड एरिया का 2 गुना एरिया लेते है जोकि मूल एरिया है तो यह वह एरिया है जो इस कर्व और x अक्ष के ऊपरी हिस्से के बीच में बौंडेड है और हम इसे निम्न तरीके से गणना कर सकते हैं इस केस में चूंकि हम गणना कर रहे हैं एक तरह से कहें 0 से ∞ क्योंकि हम y अक्ष के अलोंग ले रहे है और x वास्तव में 0 से ∞ है क्योंकि हम y अक्ष के साथ जा रहे हैं तो y अक्ष का समीकरण x 0 है और यहां x अनंत तक जाएगा तो हम लिख सकते हैं और यह लिखा जा सकता है यहाँ से हम dy लिख सकते हैं अब यहाँ से यह बदलकर हो जाएगा जब है तब यह मान 𝜋2 होगा और जब है तब उस स्थिति में मान 0 होगा तो हमारे पास होगा तो वह है अब मान होगा यहाँ यह मूल एरिया है जो इस कर्व के बीच बौंडेड है अब हम इस बिंदु को a0 लिख सकते हैं तो इस कर्व और ओरिजन के बीच गणना करने के लिए कि हमें बस ऊपरी आधे भाग की गणना करनी है और इसे 2 से गुणा करना है क्योंकि यह कर्व x अक्ष के साथ सिममेट्रिक है तो यह एक और उदाहरण है जहां हमने 2 कर्व के बीच बौंडेड प्लैन रीज़न के एरिया की गणना की हम एक और उदाहरण पर विचार कर सकते हैं अब एक और उदाहरण के बारे में बात करने के लिए हम एक इस तरह का कर्व लेते हैं तो उदाहरण 2 तो दिखाएँ कि के बीच का एरिया है जहाँ 0𝑎𝑏 अब यहां हमें थोड़ा सावधान रहना होगा तो ऐसा नहीं है इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वे किस प्रकार के कर्व हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यदि हम दोनों पक्षों को से विभाजित करते हैं तो यह होगा और इसी तरह यह होगा तो उस मामले में यह वास्तव में एक दीर्घवृत्त का एक समीकरण है तो यह एक दीर्घवृत्त का हमारा समीकरण है और हम वास्तव में इसके बजाय लिख सकते हैं वास्तव में हमें कुछ भी गुणा नहीं करना है हम लिख सकते हैं और यह पर्याप्त होगा तो हमें कुछ भी विभाजित नहीं करना है इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि अगर हम इसे लिख सकते हैं तो यहाँ से यह होगा तो यह मूल रूप से सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई के वर्ग और सेमी माइनर एक्सिस की लंबाई के वर्ग के बराबर होगा इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं यह एक और दीर्घवृत्त का हमारा दूसरा समीकरण है अब हम ध्यान दें कि 𝑎 𝑏 तो चूंकि यहां से 𝑎 𝑏 है इसका तात्पर्य है कि तो उस केस में पहले अब हम इन 2 कर्व के बीच बौंडेड रीज़न को ड्रॉ करने के लिए तैयार हैं तो यह हमारा x अक्ष है यह हमारा y अक्ष है और यह ओरिजन है तो अगर तो उस स्थिति में यह सेमी मेजर एक्सिस के वर्ग की लंबाई के रूप में कार्य करेगा और यह सेमी माइनर एक्सिस के रूप में कार्य करेगा तो हमारा पहला दीर्घवृत्त इस तरह दिखेगा और चूंकि है इसलिए यह दीर्घवृत्त इनवेर्टेड होगा तो कुछ इस तरह तो उनके बीच घिरा एरिया यह है और चूंकि उनके पास x स्कवेर और y स्कवेर है इसका मतलब है वे एक तरह से सिममेट्रिक हैं तो इसका अर्थ है कि हमें इनमें से किसी एक भाग के एरिया की गणना करनी है और फिर इसे 4 से गुणा करना है इसलिए हमें इन सभी भागों के एरिया की गणना पूरी तरह से नहीं करनी है हमें बस इन छोटे भागों में से किसी भी एक भाग की गणना करनी है और फिर 4 से गुणा करके इन 2 दीर्घवृत्तों द्वारा बौनडेड कुल एरिया मिलेगा तो हम इसे A B C कह सकते हैं इसलिए OABC का एरिया 4 से गुणा किया जाएगा और यह पूरे रीज़न का एरिया होगा यह गणना करने के लिए कि हम इंटरसेक्शन पॉइंट की गणना कर सकते हैं और यदि हम उस इंटरसेक्शन पॉइंट की गणना करते हैं तो हम मूल रूप से क्या करते हैं हम यहाँ से के मान को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं और हम y के मान की गणना करते हैं और इसी तरह हम y के मान को प्रतिस्थापित करते हैं तब हमें x का मान मिलता है तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हमें पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो हम 2 दीर्घवृत्त समीकरण को हल करते हैं तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो ये इन 2 दीर्घवृत्तों के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट हैं इसी तरह हम इस बिंदु के इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त करेंगे और यह निश्चित रूप से आपको 4 अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट देगा क्योंकि एक बार जब आप यहां x की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप y की 2 रूट प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब है आपको वाई के 2 पॉजिटिव और नेगेटिव मान मिल रहे हैं इसी तरह y के प्रत्येक मान के लिए तब हमें x के 2 मान मिलेंगे और फिर हमारे पास मूल रूप से 4 कॉमबीनेसन होंगे तो x और y दोनों धनात्मक है x ऋणात्मक y धनात्मक है तो x और y दोनों ऋणात्मक है और फिर x ऋणात्मक y धनात्मक है तो हम मूल रूप से यहां 4 विभिन्न प्रकार के कॉमबीनेसन प्राप्त करेंगे इसका मतलब है 4 विभिन्न प्रकार के इंटरसेक्शन पॉइंट इसलिए हम केवल इस पहले चतुर्थांश में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि हम पहले चतुर्थांश के क्षेत्रफल को 4 से गुणा करेंगे इसलिए अब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है हम अब आवश्यक एरिया लिखेंगे अब आवश्यक क्षेत्र OABC मुझे यह कहना चाहिए OABCO के 4 गुना एरिया के बराबर है तो यदि हम इस बिंदु को इंटरसेक्शन पॉइंट B कहते हैं तो उस स्थिति में ऐसा होगा तो उस स्थिति में यह एरिया इस कर्व का होगा और फिर यह कर्व तो मान लीजिए कि यह बिंदु P है तो मैं इस बिंदु को P कह रहा हूं इसका मतलब है कि हम मूल रूप से पूरे रीज़न के एरिया को ले रहे हैं जो इन 2 कर्व से घिरा 2 अलग अलग रीज़न के एरिया के रूप में ले रहे हैं क्योंकि यह पहला कर्व है और फिर यह दूसरा कर्व है तो इसका मतलब है हम पहले यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक इंटेग्रेट करेंगे तो 2x पॉइंट तो इसका मतलब है हम मूल रूप से उस एरिया को प्राप्त करेंगे जो वह है OPBC का एरिया इसलिए OPBC प्लस PAB OABC का एरिया और उसके बाद PAB का एरिया और PAB के एरिया के लिए हमें अब एरिया की गणना करनी होगी तो पीएबी के एरिया के लिए यहां यह भाग है PAB मूल रूप से यह 1 यहां है और यह हमारे इनवेर्टेड ईलिप्स का भाग है और यहां से हमें y के वैल्यू की गणना करना है इसलिए यदि हम y के मान की गणना करते हैं तो ऐसा ही होगा PAB के एरिया के लिए इस समीकरण में लिमिट दी गई हैं तो क्या लिमिट्स हैं तो सीमाएं इस बिंदु से इस बिंदु तक हैं इसका मतलब है यह बिंदु मूल रूप से A है और यह बिंदु मूल रूप से OP है इसलिए OP से PA तो यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक तो लिमिट OM से OC तक होगी और इसलिए यह मूल रूप से OP से OA है और OP मूल रूप से है और OA मूल रूप से हमारा a है और यहां से हम y हल कर सकते हैं तो y मूल रूप से है तो यह वास्तव में हमारा y है इसलिए अब हमारे पास y है और हमारी लिमिट्स हैं इसलिए हम रीज़न PAB के एरिया की गणना कर सकते हैं तो रीज़न PAB का एरिया मूल रूप से है तो यहाँ हमारे पास है इसी तरह इस रीज़न का एरिया होगा इसी तरह हम 0 से तक इंटेग्रेट करके इस रीज़न के एरिया की गणना करेंगे और फिर हम यहाँ कर्व y को लेंगे और अब हमें इसका इंटेग्रल यहाँ खोजना है इसलिए हमें इंटेग्रल की गणना करनी होगी तो यह बहुत सीधा है इसलिए हम यहां से एक स्कवेर निकालेंगे तो यह तब होगा जब मैं वहां से लेता हूं तो यह होगा तब हम इंटेग्रल कैल्कुलस के ज्ञात फ़ौरमुला का उपयोग करेंगे और यदि हम इसे इंटेग्रेट करते हैं तब यह वास्तव में बदल जाएगा और पहला भाग sinx गुना इसका बहुत आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है और इसी तरह हम इस हिस्से के एरिया का मूल्यांकन कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमें अब ओरिजन से इस बिंदु को इंटेग्रेट करना है और यह बिंदु 1 है और फिर हम इस कर्व का उपयोग करेंगे तो वैल्यू यहाँ से आएगी और अब यह और फिर है तो यह है और हम इसे a से विभाजित करेंगे और क्षमा करें इसलिए यह है और हमने a से विभाजित किया है तो यह ba है और यह यहां है इसलिए अंततः हम यहां x के रेस्पेक्ट में इंटेग्रेट करेंगे और फिर हमें इंटेग्रल का आवश्यक मान मिलेगा और इसी तरह हम इस भाग को इंटेग्रेट करेंगे और इससे हमें इस भाग का एरिया मिलेगा और फिर हम उन्हें योग करेंगे तो फिर यह इस भाग के पूरे दीर्घवृत्त का एरिया देगा और फिर हम 4 से गुणा करेंगे इसलिए जब हम 4 से गुणा करेंगे जोकि दीर्घवृत्त से बौंडेड पूरे रीज़न का एरिया होगा इसलिए आवश्यक एरिया PAB का 4 गुना होगा प्लस एक अन्य OPBC का एरिया और जो हमें वास्तव में 4 गुना देगा तो यह होगा तो यह थोड़ा लंबा उदाहरण है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको वह आइडिया मिल गया है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था तो यह 2 प्लैन कर्व से बौंडेड 2 रीज़न के एरिया की गणना करने का एक और तरीका है इस प्रकार यहाँ 2 कर्व दीर्घवृत्त थे और आपको हमेशा यह याद रखना होगा कि इस प्रकार के उदाहरणों में आपको पहले फ़िगर ड्रॉ करना होगा तो यदि आप फ़िगर सही ढंग से ड्रॉ करने में सक्षम हो सकते हैं तो पहले आपको यह देखना होगा कि वे कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यदि वे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरसेक्सन के पॉइंट की गणना करनी है या सबसे पहले आप उन्हें हल कर सकते हैं और फिर आपको इंटरसेक्सन के पॉइंट मिलेंगे और एक बार जब आपको इंटरसेक्सन के पॉइंट प्राप्त होते हैं तो आप फ़िगर को ड्रॉ कर सकते हैं और यदि आप फ़िगर बनाते हैं तो आप यह देख पाएंगे कि क्या आपको केवल एक कर्व के ऊपर के एरिया की गणना करने की आवश्यकता है या आपको दोनों कर्व को शामिल करना होगा और यदि आप दोनों कर्व्स को शामिल कर रहे हैं और आपको लिमिट्स का सही अनुमान लगाना है जैसे कि हमने इस मामले में किया था और एक बार जब आपके पास लिमिट्स सही हो जाती हैं तो एरिया की गणना करना बहुत आसान होगा अब हमारे पास एजेंडा में अगला पॉइंट सेक्सनल एरिया है इसलिए सेक्सनल एरिया यह एक पोलर कॉओर्डिनेट सिस्टम से प्रेरित है तो सेक्सनल एरिया का अर्थ है यदि पोलर कॉओर्डिनेट सिस्टम में 𝑟 𝑓𝜃 एक कर्व का समीकरण है तो कर्व और दो रेडियल वैक्टर या दो रेडियाई या कभी कभी उन्हें रेडियल वैक्टर भी कहा जाता है और से घिरे सैक्टर का एरिया है हम प्रूफ में नहीं जाएंगे लेकिन हमारा मतलब क्या है तो मान लीजिए कि यह एक तरह से हमारी x अक्ष है और मान लीजिए कि यह एक दिया हुआ कर्व है अब यह बिंदु यहाँ P है और यह हमारा बिंदु A है और यह हमारा B है तो यह एंगल XOA मूल रूप से एंगल 𝛼 है और XOB मूल रूप से हमारा एंगल 𝛽 है तो उस सेक्सनल एरिया का अर्थ है OA और OB कर्व के बीच का एरिया तो यह एरिया और यह रेडीयाई वेक्टर और कर्व तो वह विशेष एरिया इसलिए इस एरिया को मूल रूप से सेक्सनल एरिया कहा जाता है और यह द्वारा दिया जाता है यह बहुत उपयोगी है जब कर्व पोलर कॉओर्डिनेट सिस्टम में दिया जाता है हम देखेंगे कि हमें इससे क्या मतलब है इसलिए यदि एक कर्व पोलर कॉओर्डिनेट सिस्टम दिया जाता है तो हम इस फोर्मूले का उपयोग करके सेक्सनल एरियाकी गणना कर सकते हैं तो आइए एक उदाहरण देखें तो अब हमें कार्डियोइड ra का एरिया ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम कार्डियोइड को ड्रॉ कैसे करते हैं मुझे पूरा यकीन है कि आपने पहले कार्डियोइड की फ़िगर देखा होगा तो यह कुछ इस तरह दिखता है तो वह ओरिजन है माना कि यह बिंदु A है और यह इस प्रकार दिखता है और यह इनिश्यल लाइन के सिममेट्रिकल है तोइनिश्यल लाइन मूल रूप से 𝜃0 है तो अगर𝜃 0 है तो उस स्थिति में हमारे पास cos 0 1 होगा और यह 1 0 होगा इसलिए r भी 0 है तो इसका मतलब है कि यह हमारी इनिश्यल लाइन है जहां 𝜃 0 है और कर्व वास्तव में सिममेट्रिकल है तो आवश्यक एरिया तब 𝜃 0 से 𝜋 तक होगा क्योंकि यह इस इनिश्यल लाइन के साथ सिममेट्रिकल है अब हम इसे 2 से गुणा करते हैं और यह हमें इस पूरे कार्डियोइड का एरिया देगा तो मूल एरिया के बराबर है क्योंकि फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि मूल एरिया इन भागों में से किसी एक के एरिया का 2 गुना है तो हमें भी 2 से गुणा करना होगा अब यहाँ तो उस स्थिति में यह 2 और यह 2 कैन्सल हो जाएगा और हमारे पास होगा अब r a1 cos𝜃 है तो यहाँ हमारे पास होगा तो यह हो जाएगा अब मैं यहां 12 लिख सकता हूं और फिर यह बदलकर हो जाएगा अब इस इंटेग्रल का मूल्यांकन करना काफी आसान है मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं तो यह हो जाएगा और फिर आप 𝜃 का मान रख देंगे तो अंततः आप प्राप्त करने में सक्षम होंगे तो यह मूल रूप से है इस प्रकार इस रीज़न में इस कार्डियोइड से घिरा एरिया वास्तव में ये है इसलिए आप इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में परिवर्तित करने के बजाय देखते हैं और फिर इस कर्व को खींचने की कोशिश कर रहे हैं और लिमिट का पता भी लगा रहे हैं और बस हमें इस कर्व की आक्र्ती को याद रखना है और आक्र्ती से हम देख सकते हैं कि कर्व इनिश्यल लाइन केसिममेट्रिकलsymmetrical है और फिर हम इस प्रकार में इस एरिया या सेक्सनल एरिया की गणना केवल लिमिट को 0 से 𝜋 लिखकर और फिर इसे 2 से गुणा करके कर सकते हैं जिसमें पूरा एरिया होगा और फिर आप बस कुछ सरल गणना करेंगे जोकि आपको आवश्यक उत्तर देगा तो यह एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है जहां हमें वास्तव में कार्टेशियन कॉओरडीनेत की मदद लेने की आवश्यकता नहीं थी हम एक और उदाहरण पर विचार कर सकते हैं तो हम देखते हैं तो कर्व का एरिया ज्ञात करें तो 𝜃 ±𝜋4 r का मान 0 कर देगा तोब 𝜃 −𝜋4 के लिए यह r 0 होगा और 𝜃 𝜋4 के लिए यह r 0 होगा तो कर्व इनिश्यल लाइन के सिममेट्रिक है और फिर कर्व का आवश्यक एरिया 4 गुना के बराबर है क्योंकि यह कर्व कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा तो यह हमारी इनिश्यल लाइन है तो यह बिंदु A है और माना यह बिंदु B है इसलिए हम मूल रूप से इस एरिया की गणना कर रहे हैं और फिर हम इसे 4 से गुणा कर रहे हैं

तो यह मूल रूप से है तो यह

तो इसका मतलब है कि यह अंततः हो जाएगा तो इसका मूल एरिया इसे बर्नौली का लेमनस्केट भी कहा जाता है और कर्व वास्तव में इस तरह दिखता है इसलिए उस एरिया की गणना करने के लिए हमें यह देखना होगा कि थीटा का क्या मान है कि कैसे r 0 बन रहा है और यह वास्तव में हमें वह लिमिट देगा जहां से जहां इंटेग्रेट करना है और पूरे रीज़न का एरिया इन छोटे भागों के एरिया का 4 गुना होगा तो इस रीज़न का 4 गुना एरिया इस रीज़न का 4 गुना है और फिर बर्नौली के पूरे लेमनिस्केट का एरिया होगा तो यह एक और तरीका है जहां आप एक कर्व के एरिया की गणना कर सकते हैं जो पोलर कॉओरडीनेटस के संदर्भ में दिया गया है तो हम आज के लिए यहां रुकेंगे और हम अपने अगले लेक्चर में अपने आगे के उदाहरणों के साथ जारी रखेंगे